सभी का स्वागत है तो हम बजट और बजटीय नियंत्रण के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं जो कि प्रबंधन निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण है अब तक हमने इस बात पर चर्चा की है कि बजट और बजटीय अभ्यास से फर्मों को कुछ फ़ैसलों पर पहुंचने में मदद मिलती है जहां हमें इस बारे में पता चला है कि हम परिचालन बजट तैयार कर सकते हैं और हम वित्तीय बजट तैयार कर सकते हैं इसलिए हम परिचालन बजट में बिक्री के अनुमान के साथ शुरू करते हैं और फिर हम पीछे जाना शुरू करते हैं और फिर हम कच्चे माल की लागत परिचालन व्यय लागत सहित लागत का आकलन करते हैं और फिर आखिर में मतलब कि परिचालन बजट परिचालन आय विवरण या लाभ और हानि खाता की तैयारी के साथ समाप्त होता है तो एक बजटीय लाभ और हानि खाता है हर फर्म एक बजटीय लाभ और हानि खाता तैयार करता है यह शायद त्रैमासिक लाभ और हानि खाता है या यह 6 मासिक हो सकता है या यह वार्षिक हो सकता है इसलिए पहले हमें हर साल के साथ शुरू करना होगा जब हम किसी भी संगठन में किसी भी फर्म में प्रक्रिया शुरू करते हैं जब हम शुरू करते हैं मतलब की कार्य हम हमेशा बजट के उद्देश्यों और बजटीय मुनाफ़े को ध्यान में रखते हैं और फिर उस उसकी तरफ देखने और रखने करने का मतलब है कि लक्ष्य है जिससे हम वास्तविक प्रदर्शन पर जाएंगे बाजार में वास्तविक प्रदर्शन और अंत में हम बजटीय प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करते हैं है ना तो बजटीय लाभ क्या है और वास्तविक लाभ क्या है या हो सकता है कि नुकसानतो विचरण का पता लगाना होगा और दोनों ही मामलों में चाहे विचरण सकारात्मक या नकारात्मक हों हमें विश्लेषण करना होगा ठीक है ना और दूसरे मामले में हमने वित्तीय बजट के बारे में चर्चा की मतलब की परिचालन बजट के बाद हम वित्तीय बजट तैयार करते हैं और वित्तीय बजट का अंतिम परिणाम यह होता है कि बैलेंस शीट बजट बैलेंस शीट और इसके अलावा हम नकदी बजट भी तैयार करते हैं इसलिए नकद बजट हमें फर्म की नकदी स्थिति के बारे में बताता है और बैलेंस शीट फर्म की समग्र वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है तो हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं कहो तो उस बजट अवधि के अंत में शायद यह एक चौथाई हो अगर फर्म में त्रैमासिक बजट प्रणाली है या शायद यह फर्म में षटमासिक या वार्षिक बजट प्रणाली है तो वह बजट बैलेंस शीट कैसे दिखेगा और क्या हमारी संपत्ति और देनदारियां संतुलित स्थिति में होंगी या नहीं हमें उसके लिए जाना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि फर्म की वित्तीय स्थिति पर लाभ या हानि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यह कैसा दिखने वाला है तो अब तक हमने परिचालन बजट और वित्तीय बजट सीखे हैं और कुछ अन्य चीजें जो सहायक साधन हैं आप इसे बजट तैयार करने की आवश्यकता के रूप में ले सकते हैं अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले कि हम व्यावहारिक भाग में जाएँ जहाँ हम बजट तैयार करने के बारे में सीखने के लिए कुछ छोटे छोटे मामलों पर काम करना शुरू कर दें वह त्रैमासिक बजट है या शायद षटमासिक बजट या कहें वार्षिक बजट तो उस पूरे बजट का अभ्यास कार्य कैसे होगा हम बिक्री के पूर्वानुमान के लिए कैसे जाएंगे और फिर सामग्री लागत परिचालन व्यय लागत सहित अलग अलग इनपुट लागत का पूर्वानुमान करेंगे और फिर हम बजटीय लाभ और हानि खाते को कैसे तैयार करेंगेजिस भी समय आयाम के लिए हम लेते हैं हम इसके बारे में व्यावहारिक रूप से सीखेंगे 2 3 छोटे मामलों पर चर्चा करेंगे और फिर हम इस बारे में सीखेंगे कि नकदी बजट और बजटीय बैलेंस शीट कैसे तैयार करें लेकिन इससे पहले मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहूँगा जो इन बजटों को तैयार करने के लिए बहुत सहायक हैं और बजट और बजटीय अभ्यास का उपयोग एक बहुत ही नियंत्रण तंत्र के रूप में करते हैं इसलिए जैसा कि हमने परिचालन बजट के मामले में चर्चा की है हम परिचालन बजट या बिक्री पूर्वानुमान के साथ परिचालन बजट की तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि यदि आपके दिमाग में बिक्री का लक्ष्य नहीं है तो आप यह नहीं जान सकते कि हम कितना उत्पादन करें उस उत्पादन के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है उसके लिए कितने अन्य परिचालन व्यय चर या तय की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक बजटीय अभ्यास शुरू होता है जोकि समय आयाम पर निर्भर करता है या समय आयाम के बावजूद भी यह बिक्री के पूर्वानुमान पर निर्भर करता है और अगर हम जानते हैं कि हम बाजार में कितनी बिक्री करने जा रहे हैं या हम बाजार में कितना बेचने में सक्षम हैं तो हम उत्पादन करने जा रहे हैं और फिर उसके अनुसार हम सभी इनपुट लागत के लिए बजट बनाने जा रहे हैं इसलिए बिक्री का पूर्वानुमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि बिक्री के पूर्वानुमान के बिना उत्पादन का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है और तदनुसार बिक्री के लाभ पर प्रभाव पड़ता है और नुकसान खाता या फर्म की नकदी स्थिति की वित्तीय स्थिति को निकाला नहीं जा सकता है तो इसका मतलब है कि बिक्री का पूर्वानुमान तय की गई शर्तों के तहत बिक्री की भविष्यवाणी है यह किसी दिए गए शर्तों के तहत बिक्री की भविष्यवाणी है इसलिए हमें इस बारे में जानने के लिए बिक्री का पूर्वानुमान लगाना होगा कि आउटपुट कितना होने वाला है और उसके लिए इनपुट कितना आएगा और आउटपुट और इनपुट में क्या अंतर आएगा तो क्या महत्वपूर्ण कारक हैं जो महत्वपूर्ण हैं या हम बिक्री का पूर्वानुमान करते समय विचार में लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं कि हम अपनी बिक्री का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं बिक्री पूर्वानुमान साधन क्या हैं या शायद वे कारक जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें बजटीय अवधि के लिए बिक्री का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाता है इसलिए इस मामले में बिक्री का अतीत स्वरूप एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि हम सामान्य रूप से समय श्रृंखला विश्लेषण के लिए जाते हैं हम एक बनाते हैं हम एक प्रवृत्ति बनाते हैं और हम प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए जाते हैं इसलिए हम वहां देखना पसंद करते हैं उदाहरण के लिए यदि यह एक त्रैमासिक बजट प्रणाली है तो हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम पहली तिमाही से बजट तैयार कर रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि पिछले वर्ष में हमारे पास 4 तिमाहियों और पहली से चौथी तिमाही में 4 तिमाहियों में बिक्री का रुझान क्या था क्या यह सब एक स्थैतिक प्रवृत्ति थी या यह एक बढ़ती प्रवृत्ति थी या इसकी एक वक्र प्रवृत्ति थी शायद कुछ समय कुछ तिमाही की बिक्री बढ़ी और फिर नीचे चली गई तो बिक्री में उस तरह के उतार चढ़ाव के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे हमें उन कारकों को ध्यान में रखना होगा इसलिए बिक्री का पिछला स्वरूप पहला महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम भविष्य के लिए बिक्री या बिक्री के अनुमान के लिए हमेशा ध्यान में रखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण कारक बिक्री बल द्वारा किए गए अनुमान हैं अब बिक्री अतीत में क्या था बड़े पैमाने पर यह हासिल किया गया है और यह हमारी बिक्री बल द्वारा प्रभावित है हमारे पास पूर्ण रूप से स्वतंत्र विपणन और बिक्री विभाग या शायद कभी कभी विपणन विभाग का बिक्री और वितरण विभाग है इसलिए विपणन विभाग पीछे का काम करता है हो सकता है कि वे विज्ञापन का ध्यान रखें या वे वितरण के माध्यमों की तलाश का ध्यान रखते हैं लेकिन बिक्री और वितरण बल जो बाजार में है वे बिक्री प्रबंधक क्षेत्र प्रबंधक क्षेत्र के बिक्री प्रबंधक वे बहुत जिम्मेदार लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्योंकि वे सीधे वितरण के हमारे माध्यम से जुड़े हैं यदि फर्म से बिक्री थोक व्यापारी या शायद सीधे परचून विक्रेता के पास जा रही है क्योंकि शायद ही यह ग्राहक के लिए सीधे जा रहा है यहां तक कि अगर यह सीधे ग्राहक के पास जा रहा है तो फर्म और ग्राहक अगर दोनों के बीच संबंध हैं तो एक व्यक्ति है जो एक फर्मों का प्रतिनिधि है और वह ग्राहक से जुड़ा हुआ है तो उसका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वह थोक व्यापारी या परचून विक्रेता से जुड़ा है या प्रत्यक्ष ग्राहक से इसका मतलब है कि 3 स्तर न्यूनतम 3 स्तर हैं एक फर्म है जो निर्माता है तब बिक्री बल जो फर्म द्वारा रखे गए है और तीसरी है एक माध्यम या शायद अंतिम ग्राहक है इसलिए ये 3 स्तर हैं इसलिए क्योंकि वह बिचौलिया जो एक बिक्री बल है या बिक्री टीम का एक बिक्री हिस्सा है जिसे वह सीधे अगले व्यक्ति से जुड़ा हुआ है वह हो सकता है कि वह वितरण माध्यम या ग्राहक हो इसलिए उनका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम उनके इनपुट की तलाश भी करते हैं जैसे कि पिछली तिमाही में या बहुत सारी तिमाहियों में दिए हुए बिक्री के स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कारक क्या थे आपको क्या प्रयास करने थे लक्ष्य प्राप्त करना आपके लिए कितना संभव था या यह कितना कठिन था और आने वाले समय में हम बिक्री के मामले में बाजार में प्रदर्शन करने की क्या उम्मीद कर सकते हैं इसलिए उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम जो समय श्रृंखला विश्लेषण करते हैं हम ट्रेंड बनाते हैं हम बिक्री दल या बिक्री स्टाफ से इनपुट लेते हैं और फिर उसी समय हम आम आर्थिक रूझानों को देखते हैं जिसका मतलब है कि हम आसानी से वहाँ पता लगा सकते हैं उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बाजार में मुख्य रूप से तीन तरह के उत्पाद हैं कुछ आवश्यकताएं हैं कुछ आराम के लिए हैं और कुछ विलासिता के लिए हैं अब आवश्यकताएं उदाहरण के लिए यह हैं कि सभी उपभोक्ता उत्पादों को लोगों को न्यूनतम उपभोग करना होगा तो इसका मतलब यह है कि लोगों की आय का स्तर क्या है और इसी तरह बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र उपलब्धता क्या है अगर यह आवश्यक वस्तु है तो निश्चित रूप से हमें कुछ स्रोतों या कुछ आय या कुछ तरीकों से पता लगाना होगा वहां हमें आय उत्पन्न करनी होगी और हमें आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी उदाहरण के लिए हमारे सभी खाद्य पदार्थ उदाहरण के लिए आप टूथपेस्ट के बारे में बात करें तो जो भी हमारी आय है कम से कम हम मतलब हमारे दाँतों की सफाई के बिना नहीं रह सकते इसलिए हमें उस वस्तु और साधनों के लिए जाना होगा उस स्थिति में हम केवल यह पता लगा सकते हैं कि सामान्य आर्थिक रुझान उस उत्पाद को प्रभावित करने वाले नहीं हैं क्योंकि वह एक आवश्यकता है लेकिन अगर यह एक आराम है और अगर यह विलासिता के लिए है उदाहरण के लिए अब आप इन दिनों जिसके बारे में बात करते हैं वह है रंगीन टीवी रंगीन टीवी आराम की वस्तु हैंविलासिता की वस्तु नहीं जैसा कि पहले था इसलिए आराम का मतलब है कि उदाहरण के लिए यदि लोगों का आय स्तर ऊपर जाता है तो यह उम्मीद की जा सकती है कि अधिक टीवी देखने वालों की मांग हो सकती है या शायद वे टीवी के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं इसलिए अब बाजार में उदाहरण के लिए हमारे पास 4K टीवी या 8K टीवी हैं जो वास्तव में महंगे आइटम हैं इसलिए इन लोगों के लिए ये लोग उन टीवी को भी वहन करने में सक्षम हैं इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी कारण से यदि लोगों का आय स्तर बढ़ने वाला है उदाहरण के लिए कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हर वित्तीय वर्ष के अंत में हो सकता है अप्रैल के महीने में या जनवरी के महीने में वे अपने कर्मचारियों को बढ़ोतरी देते हैं इसलिए निर्माताओं को यह समझ आ सकते हैं कि व्यवसायी लोग अपने वेतन में वृद्धि पाएंगे जिससे कि वे कुछ और सुख और उसी तरह सुविधाओं की मांग कर सकें इसी तरह जब बजट आता है तो बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो अगले एक साल के लिए अर्थव्यवस्था को एक दिशा देता है है ना तो उस स्थिति में कुछ क्षेत्र हैं जो सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं सरकार समर्थन करने जा रही है इसलिए शांति के समय में जिन क्षेत्रों को सरकार समर्थन करने जा रही है वे बहुत अनुकूल वातावरण बनाने जा रहे हैं जो बिक्री में वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जो फर्म दो अलग अलग उत्पादों सभी आवश्यकताओं सुख और सुविधाएँ की वस्तुओं में हैं वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि बजट दस्तावेज़ उनकी बिक्री को कैसे प्रभावित करने वाला है तो इसका मतलब है कि सामान्य आर्थिक रुझान बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं फिर प्रतियोगियों की कार्रवाइयाँ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के बाद के दिनों में या हो सकता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो आपूर्ति पक्ष की बात करती है बहुत मजबूत हो गई है पहले क्या कारण था मतलब पहले क्या स्थिति थी 1991 में या उससे पहले 1991 तक या उससे पहले आपूर्ति पक्ष बहुत कमजोर था उदाहरण के लिए यदि आप विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अधिकांश उत्पादन क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे हम इस्पात क्षेत्र के बारे में बात करते हैं अब देखें कि बड़े पैमाने पर इस्पात क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्चस्व था सेल पूरे राष्ट्र को इस्पात प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थी टेस्को भी था लेकिन इसका बाजार में कह सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा हिस्सा था बाजार का एक बड़ा हिस्सा लगभग 90 बाजार का एक बड़ा हिस्सा सेल के पास था मतलब की 1991 के बाद के इस वैश्वीकरण के बाद अब आप देखते हैं कि इस्पात क्षेत्र में भले ही यह एक पूंजी प्रधान क्षेत्र हो लेकिन बाजार में कई कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा है अब हमारे पास एस्सार स्टील लॉयड स्टील जिंदल स्टील है टाटा बाजार में पहले से ही मौजूद हैं इसलिए आपूर्ति पक्ष में सुधार हुआ है अब जब आपूर्ति पक्ष में सुधार होता है तो यह ग्राहक को राजा बनाता है इसका अर्थ है कि ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ आपूर्ति कर्ता मतलब की कंपनी जोकि आवश्यकता को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर सके की तलाश करने के लिए अतिरिक्त बल देता है वे उन्हें सबसे अच्छा उत्पाद बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्रदान कर सकते हैं इसी तरह उदाहरण के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं 1991 से पहले या 1991 तक रंगीन टीवी के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कहे तो हमारे पास रंगीन टीवी बनाने वाली स्थानीय भारतीय विनिर्माण कंपनियां थीं मैं सोचता हूं कि उस समय अगर आप याद करें मतलब कि आप उस समय में वापस जा सके मतलब कि उस समय लगभग सभी कंपनियां भारतीय कंपनियां थीं और दो कंपनियां जो ओनिडा और दो ब्रांड मैं ओनिडा और वीडियोकॉन कहूँगा वे बाजार का नेतृत्व कर रहे थे लगभग 45 से 47 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी इन दोनों कंपनियों के पास थी और शेष अन्य कंपनियों के पास थी जिसमें हमारे पास वेस्टर्न टेक्सला दयनोरा सलोरा जैसे सभी स्थानीय उत्पाद थे ये सभी टीवी बेल टेक थे ये रंगीन टीवी बाजार में थे लेकिन 1991 के बाद जब हमने इस क्षेत्र को MNC की खुली प्रतियोगिता के लिए अनुमति दी तब हमारे पास आज दुनिया के जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे MNC कह सकते हैं कोरिया से सैमसंग जापान से सोनी और फिर उसी तरह कोरिया से आपका LG अब बाजार में हैं और भारत में इलेक्ट्रॉनिक बाजार में बस इन तीन महत्वपूर्ण कंपनियों की आमद के कारण पुरानी भारतीय कंपनियां बाहर हो गई हैं यहां तक कि वीडियोकॉन और ओनिडा भी जो बाजार में अग्रणी थे अब उनका मतलब है कि उनका बाजार हिस्सा बहुत बहुत कम मात्रा में है उनके पास 1 या 2 प्रतिशत बचा है और वह भी लगभग वे ग्रामीण बाजारों को लक्षित कर ले रहे हैं अगर शहरी बाजारों की बात करें तो अब इन पर सैमसंग सोनी और एलजी इन 3 प्रमुख कंपनियों पूरी तरह से हावी हैं इसलिए बाजार में उस समय प्रतिस्पर्धा के कारण आप देखते हैं कि जब वीडियोकॉन और ओनिडा की 45 से 47 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी तो आज उनकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 1 से 2 प्रतिशत रह गई है तो उसका कारण क्या है इसका मतलब है कि बिक्री में गंभीरता से गिरावट आई है और ये कंपनियां बाजार में अपने अस्तित्व के लिए बाजार में अपनी जीविका के लिए प्रयास कर रही हैं इसलिए जब प्रतिस्पर्धा में आने की अनुमति दी गई तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय बाजार में आने की अनुमति दी गई इसलिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और इसने सभी भारतीय कंपनियों की बिक्री को प्रभावित किया है अधिकांश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां बाजार से चली गई है ग़ायब हो गई हैं यहां तक कि जो कंपनियां कड़ी मेहनत कर रही हैं जैसे वीडियोकॉन और ओनिडा बाजार में टिकने की कोशिश कर रही हैं उनके बाजार में हिस्सेदारी भी कम हुई है इसलिए आप किसी भी क्षेत्र की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद की आपूर्ति पक्ष में बहुत प्रभावी तरीके से सुधार हुआ है अब ग्राहक को लगभग सभी क्षेत्रों में विकल्प मिल गया है कि फिर चाहे यह इलेक्ट्रॉनिक हो इस्पात हो या यह उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ है अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ हो सकते है चाहे आप जिस भी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हमें वहां मिल रहा है यहां तक कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं हमें बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली है और इसके परिणामस्वरूप कीमतें नियंत्रण में हैं गुणवत्ता में सुधार हुआ है और अंतत यह ग्राहक को लाभान्वित करने वाला है लेकिन इस प्रकार यह कंपनियों को बिक्री के संदर्भ में प्रभावित कर रहा है मतलब कि यदि वे सक्षम नहीं हैं बाजार में बने रहने या दिए गए बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा के लिए तो इसका सीधा असर उनकी बिक्री पर पड़ेगा तो बिक्री के साथ बनाए रखने के लिए बाजार में बिक्री के साथ बढ़ने के लिए उन्हें ग्राहक को कुछ अतिरिक्त कुछ नया पेश करना होगा इसलिए प्रतियोगिता एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो एक समस्या पैदा करता है या जिसका अर्थ है मांग में परिवर्तन का कारण बनता है और हमें इसका उपयोग मांग का अनुमान लगाने या आने वाले समय में मांग का पूर्वानुमान करते समय करना होगा तब फर्मों में हुए बदलावों के बारे में कहो जैसेकि कीमतें देखें भारत एक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था है हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और यह एक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था है हमारा आय स्तर अमेरिका में लोगों के आय स्तर या ब्रिटेन में लोगों के आय स्तर या अन्य यूरोपीय देशों में लोगों के आय स्तर की तुलना में उतना अधिक नहीं है मतलब कि वहां लोगों की आय की मात्रा भारत में हमारे पास मौजूद आय की तुलना में अधिक है इसलिए हम काफी हद तक एक मूल्य संवेदनशील देश हैं तो यहाँ हम निश्चित रूप से एक ग्राहक के रूप में हम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद की तलाश में जाते हैं लेकिन अगर हमें थोड़ी कमी कीमत में कमी या हो सकता है कि अगर कीमत और गुणवत्ता की तुलना करनी है तो हम गुणवत्ता के साथ कुछ हद तक समझौता कर सकते हैं लेकिन अगर कीमत में काफी कमी आई है तो निश्चित रूप से हम उस उत्पाद के साथ जाना चाहेंगे जो मतलब की वहन करने योग्य सीमा के भीतर हैं और शायद गुणवत्ता भी नहीं है मतलब की उस स्तर तक भी नहीं है लेकिन हम काफी हद तक कीमत को वरीयता देते हैं मतलब यह है कि लोगों की बड़ी संख्या या बड़ी आबादी है उस तरह से करती है लगभग 80 से 85 प्रतिशत या 90 प्रतिशत लोग मूल्य संवेदनशील हैं इसलिए यदि कोई भी कंपनी अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाती है और यदि प्रतियोगी उस मामले में प्रवृत्ति का पालन नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है उस उस कंपनी की बिक्री घटने की उम्मीद है इसलिए यदि वे कीमत में वृद्धि करने जा रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से गुणवत्ता में वृद्धि करनी होगी लेकिन यदि प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूत हैं तो लोग इस कंपनी से अन्य प्रतियोगियों को स्थानांतरित हो सकते हैं क्योंकि हमारे लिए हम कीमत के लिए अधिक सावधान हैं हम कीमत के बारे में अधिक संवेदनशील हैं हमारी आय असीमित नहीं है कि हम केवल किसी भी कीमत की गुणवत्ता की तलाश कर रहे हैं हम दोनों की तलाश कर रहे हैं लेकिन कीमत एक प्राथमिकता है और गुणवत्ता उसके बाद आती है तो इसका मतलब है कि हमें यहां यह देखना होगा कि कीमतों को कैसे बदला जा रहा है इसलिए अगर कंपनियां अपना मुनाफ़ा बरकरार रखना चाहती हैं या लाभ बरकरार है तो उन्हें लागत या उत्पादन लागत कम करने के लिए पहले देखना होगा वे कीमत बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते जिस पल वे कीमत बढ़ाते हैं उसे हमेशा यह अनुमान लगाना होगा कि आपकी माँगें आपकी बिक्री के लिए जा रही हैं जो इस बाजार में नीचे जाने वाली हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है अगला महत्वपूर्ण कारक उत्पाद मिश्रण में बदलाव है कभी कभी हम कह सकते हैं कि कई उत्पादों विभिन्न उत्पादों को पेश करते हैं अब उदाहरण के लिए अगर आप कार उद्योग के बारे में बात करते हैं तो मारुति या सुजुकी मोटर्स भारतीय बाजार में अब अग्रणी है सुजुकी मोटर्स की सफलता का कारण क्या है उनके पास बहुत बड़ा उत्पाद मिश्रण है उनके पास हर वर्ग के लोगों के लिए कारें हैं उनके पास सबसे नीचे की श्रेणी के लोगों के लिए कारें हैं जो सिर्फ 25 लाख रुपये 250000 रुपये खर्च करके आप ऑल्टो कार ख़रीद सकते हैं ठीक उसके बाद और अगर आप और ऊपर चढ़े हैं तो आपकी आवश्यकता और मांग के अनुसार आपके पास उत्पाद है यहां तक कि कंपनी के पास एक प्रीमियम उत्पाद भी है अगर आप सियाज खरीदना चाहते हैं जो अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में एक बहुत अच्छा उत्पाद है तो इसका मतलब है कि उत्पाद मिश्रण बहुत मजबूत हैबहुत उच्च है इसलिए सुजुकी अभी भी बाजार में अग्रणी है और बस उस से एक सुराग लेते हैं दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण के लिए आप टोयोटा या होंडा के बारे में बात करते हैं वे शुरुआत में बड़ी कारों का निर्माण करने वाली कंपनियां थीं लेकिन अब उन्होंने मारुति या सुजुकी मोटर्स से भी सीखा है कि उन्हें छोटी कारों को भी साथ में जोड़ना होगा क्योंकि भारत में उन कारों की मांग है इसलिए यदि आप अपनी बिक्री में सुधार करना चाहते हैं यदि आप पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमारी बिक्री आने वाले समय में बढ़ जाएगी तो आपको लोगों को विकल्प देना होगा लोग होंडा कार खरीदना चाहते हैं लेकिन वे हर समय होंडा सिटी का खर्च नहीं उठा सकते हैं इसलिए वे अन्य प्रकारों के साथ आए हैं आप सबसे कम संस्करण के लिए जा सकते हैं जोकि ब्रियो है या वे जैज़ के लिए जा सकते हैं आप WRV या BRV के लिए जा सकते हैं ये सभी उत्पाद अब बाजार में हैं इसलिए कंपनियां बेहतर उत्पाद मिश्रण की पेशकश करने के लिए मजबूर हैं तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा उत्पाद मिश्रण है उतना बेहतर उत्पाद मिश्रण है इतना मजबूत उत्पाद मिश्रण है जिससे आप कंपनी के उत्पादों की मांग को बनाए रखने की उम्मीद कर सकते हैं या शायद यह समय की अवधि के साथ बढ़ जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और फिर बाजार अनुसंधान अध्ययन है वहां मतलब की अलग अलग लोग विभिन्न संगठन है जो कि जो अनुसंधान बाजार अनुसंधान में हैं और जो समय के साथ लोगों के स्वाद और पसंद में परिवर्तन के बारे में जानते रहते हैं वे ध्यान देते हैं कि जब लोगों के आय स्तर में बदलाव होता है लोगों की आय के स्तर में ऊपर की तरफ बदलाव हो रहा है तो निश्चित रूप से लोग अधिक उत्पादों की मांग करने जा रहे हैं इसके अलावा लोग आवश्यकता के अलावा विलासिता की वस्तुओं की भी उम्मीद करने जा रहे हैं इसलिए किस तरह का अध्ययन बाजार में होता रहता है कंपनियाँ निर्माण कंपनियाँ जो अपना स्वयं का शोध लाती है कभी कभी वे बाजार से डेटा भी व्यावसायिक अनुसंधान कंपनियों विपणन संगठनों या विपणन अनुसंधान संगठनों से खरीदते हैं और उसके आधार पर वे पूर्वानुमान लगा सकती हैं कि यदि उत्पाद में कोई परिवर्तन किया जाता है तो मांग पर क्या असर होगा यदि कीमत में कोई परिवर्तन किया जाता है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगर बाजार में कोई नया प्रतियोगी आ रहा है तो किसी एक कंपनी के विशेष उत्पाद की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ये अध्ययन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और हमारी मांगों के अनुमान मांगों के पूर्वानुमान बिक्री के पूर्वानुमान करने में मदद करते हैं और वहां से हम बजट प्रक्रिया शुरू करते हैं फिर यदि आप अपनी बिक्री को बढ़ावा देना चाहते हैं या बिक्री के साथ टिके रहना चाहते हैं तो हम विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं का सहारा लेते हैं तो जितने विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन योजना मजबूत होते हैं उतने ही निश्चित रूप से यह बाजार में बिक्री में वृद्धि का समर्थन करने वाले है उदाहरण के लिए टीवी पर बहुत से लोकप्रिय विज्ञापन हैं आप कोलगेट की बात करते हैं यह सबसे ज्यादा मतलब कि ध्यान आकर्षित करने वाला विज्ञापन है और हर व्यक्ति यहां तक कि मुझे लगता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि एक कोलगेट है ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता हैं कि कोलगेट क्या है और वास्तव में वह हर बार जब वह टूथपेस्ट खरीदने जा रहा है तो वह कोलगेट ख़रीद रहा है लेकिन हर टूथपेस्ट वह कोलगेट के नाम से जानता है तो ऐसा सिर्फ एक बहुत ही प्रभावी विज्ञापन अभियान के कारण इसी तरह बहुत सारे अन्य उत्पाद हैं जिन्हें लोग सीधे तौर पर विज्ञापन अभियान की वजह से जानते हैं अगर वह विज्ञापन अभियान नहीं होता तो शायद लोगों उन उत्पादों के बारे में पता नहीं होता तो विज्ञापन अभियान जितना मजबूत होता है उतना एक कंपनी को बिक्री के साथ बढ़ने के बजाय बाजार में बने रहने में मदद मिलती है तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कंपनियों को बिक्री बढ़ाने बिक्री को बनाए रखने और अग्रिम में एक कारण प्रभाव संबंध के रूप में जानने के लिए मदद करते हैं शायद इसका कारण कीमत में कमी लोगों के आय स्तर में वृद्धि बहुत मजबूत विज्ञापन अभियान या लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव है वे एक विशेष उत्पाद के संबंध में कुल बाजार की मांग को कैसे प्रभावित करने जा रहे हैं और एक कंपनी क्या बाजार हिस्सेदारी की उम्मीद कर सकती है मतलब कि यह सभी कारक कंपनियों को बिक्री का पूर्वानुमान लगाने और आने वाले समय में उनके प्रदर्शन के बारे में जानने में मदद करेंगे अब अगले स्तर पर हम बजट की स्वीकृति के बारे में कुछ बात करेंगे बजट की तैयारी देखें एक बात है संगठन में सभी स्तरों के लोगों द्वारा क्या स्वीकार्य है यह एक और महत्वपूर्ण विचार है मतलब एक बात यह है कि ऊपर से नीचे तक बजट प्रक्रिया है शीर्ष नीति निर्माण के स्तर पर बैठे लोग निदेशक सीएमडी अध्यक्ष या शायद कह सकते हैं कि जी एम वे निचले स्तर के लोगों से परामर्श किए बिना बजट तैयार करते हैं और वे उस बजट को फर्म की प्रत्येक स्तर की इकाई और उप इकाई स्तर पर लोगों पर थोपते हैं तो फिर क्या होने वाला है मतलब की लोग इसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन पूरे दिल से नहीं वे लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे लेकिन क्योंकि यदि लक्ष्य इतने अधिक बनाए जाते हैं वे बाजार में यथार्थवादी स्थिति को जाने बिना तैयार होते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या है उस बजट अभ्यास का उद्देश्य इसलिए पहला महत्वपूर्ण विचार यह है कि इससे पहले कि आप बजट प्रक्रिया और बजट अभ्यास के लिए जाए आपको संगठन में एक स्थिति बनानी होगी कि आपके बजट और बजटीय लक्ष्य हर स्तर पर लोगों द्वारा स्वीकार्य हों और यही कारण है कि आजकल बजट अभ्यास नीचे से ऊपर की तरफ हो गया है बिक्री दल का सबसे निचले व्यक्ति जो या तो ग्राहकों या वितरण के माध्यम से जुड़ा होता है उसके इनपुट बिक्री लक्ष्य को तैयार करने या स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसी तरह जो लोग सामग्री की ख़रीद में शामिल होते हैं जो सीधे आपूर्तिकर्ताओं से निपटते हैं जो जानते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति क्या है कौन जानता है कि यदि एक आपूर्ति कर्ता आपूर्ति करना बंद कर दे तो अन्य विकल्प क्या उपलब्ध हैं यदि उसे ध्यान में लिया जाता है तो सबसे निचले स्तर पर लोगों और नीचे से ऊपर बहने वाली जानकारी की मदद से तैयार किए गए बजट और फिर अंत में शीर्ष स्तर के लोगों द्वारा या बजट के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा बजट अभ्यास मुझे लगता है कि बजट दस्तावेज़ की स्वीकार्यता को बढ़ाने जा रहा है इसलिए मतलब की कंपनी को स्वीकृति को सुनिश्चित करना होगा और यह केवल तभी संभव है जब यह भागीदारी प्रक्रिया के साथ हो उदाहरण के लिए पूरे देश में यहां तक कि अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं जब सरकार को वार्षिक बजट के लिए आना होता है तो वे देश के लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्श भी करते हैं विभिन्न बातों की प्रस्तावना रखते हैं यह उन्हें विभिन्न वेबसाइटों पर भी रखते हैंहै वित्त मंत्रालय की वेबसाइट उद्योग मंत्रालय या शायद अन्य मंत्रालयों की वेबसाइटें वे विज्ञापन करते हैं सरकार विज्ञापन देती है कि यह सभी परिवर्तन यहां हैं हम इस दस्तावेज़ का प्रस्ताव कर रहे हैं इसलिए जो लोग अपने विचार देने के इच्छुक हैं वे हमारे प्रश्नों या हमारे प्रस्तावों का जवाब दे सकते हैं और बजट को अंतिम रूप देते समय उनके प्रस्तावों का ध्यान रखा जाएगा तो अगर यह देश के स्तर या अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है तो यह कंपनी के स्तर या फर्म के स्तर पर क्यों नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है कि स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए हमें फर्म में सबसे निचले स्तर पर लोगों को शामिल करके बजट बनाना होगा फिर नीचे से ऊपर तक जानकारी प्रवाहित करनी होगी और फिर एक दस्तावेज़ बनाना होगा तो बजट से पूरी तरह से लाभ के लिए एक संगठन को सभी फर्म के कर्मचारियों के समर्थन की आवश्यकता होती है और दूसरे बजट के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाने के लिए लेखा पाल और शीर्ष प्रबंधकों को यह दिखाना चाहिए कि बजट प्रत्येक प्रबंधक और कर्मचारी को अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं तो मतलब स्वीकृति महत्वपूर्ण हिस्सा है एक और समस्या जो कि बजट के लाभ को नकार दें उत्पन्न हो सकती हैं यदि बजट में एक तरह के प्रदर्शन लक्ष्यों को निश्चित करें लेकिन कर्मचारियों और प्रबंधकों को दूसरे प्रदर्शन मानकों के लिए पुरस्कृत किया जाए तो इसका मतलब है कि हमें यह देखना है कि लक्ष्य क्या है हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है मतलब की लक्ष्य कुछ और है कर्मचारी किसी और ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो क्या होने वाला है मतलब की यह बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी मदद नहीं करने वाला है इसलिए बजट तैयार करने में लोगों को शामिल करें फिर कर्मचारियों से सभी लक्ष्यों पर संवाद करें आप उन्हें इन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें और चूंकि वे खुद उस बजट को तैयार करने में शामिल हैं इसलिए उन्होंने खुद ही अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं इसका मतलब है कि बजटीय उद्देश्यों की उपलब्धि कोई समस्या नहीं होगी इसलिए हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां बजट सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य हो और फिर हम बिक्री को अधिकतम करने में सक्षम होंगे और फिर हम लागतों को नियंत्रण में रखने में सक्षम होंगे स्वीकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पैमाना सहभागी बजट है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है क्योंकि यदि आप फर्म के हर स्तर पर सभी कर्मचारियों के बीच स्वीकृति बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसे सहभागी बजट के रूप में बनाना होगा सहभागी बजट जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्मचारी फर्म के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सूचना का संचार किया जाता है यहां तक कि सबसे निचली स्तर भी फर्म के लिए महत्वपूर्ण है अगर वह जानकारी बजट दस्तावेज़ में शामिल है तो निश्चित रूप से हर कोई महसूस करेगा कि फर्म में उसका स्वामित्व है उसके पास बजटीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी है क्योंकि उसने उन लक्ष्यों को उन उद्देश्यों को स्वयं अपने लिए निर्धारित किया है तो इसका मतलब है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि हाँ इसे स्वीकार किया गया है और बाद की अवधि में उद्देश्यों को पूरा किया गया है इसलिए सभी प्रभावित कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ बनाए गए बजट आमतौर पर अधीनस्थों पर लगाए गए बजट से अधिक प्रभावी होते हैं इस भागीदारी को आमतौर पर भागीदारी बजट कहा जाता है और अंत में हम प्रबंधक के लिए बजट के महत्व के बारे में बात करते हैं मतलब निश्चित रूप से सभी स्तरों पर निम्नतम स्तर से लेकर मध्यम स्तर के प्रबंधन और शीर्ष स्तर के प्रबंधन तक इसका महत्व सभी को ज्ञात है क्योंकि यदि हर कोई शामिल है तो हर कोई फर्म के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है तो निश्चित रूप से हम बजट उद्देश्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं और हम बजटीय लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं या बजटीय नुकसान से बचने और फर्म की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने के लिए और फर्म की नकदी की स्थिति में सुधार करने के लिए जा रहे है तो मतलब की प्रबंधकों के लिए बजट का महत्व अब हम सभी के लिए स्पष्ट है कि यह जानकारी योजना और आयोजन में कैसे सहायक है या शायद पहले से जानने के लिए कि भविष्य में चीजें कैसे होने जा रही हैं उन्हें कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लागू करने हैं और उन्हें कैसे यह सुनिश्चित करना है कि संस्था में सब इसमें सम्मिलित हो इसलिए बजटीय प्रक्रिया प्रबंधकों को सोचने और बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार होने के लिए मजबूर करती है क्योंकि हम यह जानते हैं सेल्सफोर्स में सबसे निचले स्तर का व्यक्ति बताता है कि देखो बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है और अब वितरक अपनी प्राथमिकताओं को हमारे उत्पादों से दूसरी कंपनियों के उत्पादों में स्थानांतरित कर रहे हैं और वे क्यों स्थानांतरित कर रहे हैं क्योंकि अन्य कंपनियों के उत्पाद शायद वे बेहतर विज्ञापन अभियान के कारण ग्राहक तक पहुंचने में सक्षम हैं या हो सकता है कि वे अन्य प्रतियोगी वितरण के इन माध्यमों को बेहतर लाभ दे रहे हों या शायद उत्पादों को बेचने के लिए अन्य कंपनियों की गुणवत्ता की वजह से कीमत की वजह से ग्राहकों द्वारा उत्पाद की स्वीकार्यता के कारण उन वितरण माध्यम के लिए यह ज्यादा आसान है मतलब कि जो सभी कंपनियों के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता है इसलिए बिक्री दल फर्म को बता सकती है कि देखो बाजार में बदलती परिस्थितियों के कारण बदलती मतलब कि कह सकते हैं की बाजार में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के कारण से हमें कुछ पहल करनी होगी या तो हमें कीमत कम करनी होगी या हमें गुणवत्ता बढ़ानी होगी या हमें ग्राहकों या वितरण माध्यमों को कुछ अतिरिक्त अवसर देना होगा तो इसका मतलब है कि अगर आप बाजार में बने रहना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें करनी होंगी तो कंपनी को कौन बताएगा सबसे निचले स्तर पर लोग जो लोग बाजार में हैं जो वितरण के माध्यमों से जुड़े हैं जो थोक विक्रेताओं परचून विक्रेताओं या शायद कभी कभी ग्राहक से भी जुड़े हैं वे कंपनी को जानकारी हथियाने और परिवर्तनों को प्रभावित करने में मदद करेंगे इसलिए कार्यालय में बैठे प्रबंधक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि बाजार के लोग उसे उचित प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि अन्यथा यह एक अच्छी तरह से निश्चित और स्वीकार की गई बात है कि वितरण के माध्यम मूल रूप से ग्राहकों के दलाल हैं वे फर्मों के दलाल नहीं हैं वे ग्राहकों के दलाल हैं वे फर्मों के दलाल नहीं हैं क्योंकि काफी हद तक उसका लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह बड़ी संख्या में या सबसे बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम है तो कब वह ऐसा करने में सक्षम होगा जब वह ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है इसलिए कभी कभी वितरण के ये माध्यम विशेष रूप से परचून विक्रेता वे बदलते हैं या वे ग्राहक से निर्माता के लिए अपनी निष्ठा को स्थानांतरित करते हैं बशर्ते निर्माता उसे कुछ अतिरिक्त देता है या उसकी अतिरिक्त देखभाल करता है कई बार हमने देखा है कि हम एक उत्पाद खरीदना चाहते हैं हम अपना मन बनाकर बाजार गए हैं हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट तरह से सोचकर हम बाजार में जाते हैं कि हम सोनी या शायद सैमसंग एलजी या किसी अन्य कंपनी का रंगीन टीवी खरीदेंगे जब आप शोरूम में जाते हैं अगर वह किसी अन्य कंपनी की मदद करने का इरादा रखता है या क्योंकि अन्य कंपनी ने उसे कुछ विशेष प्रोत्साहन दिया है तो वह कह सकता है कि यदि आप सैमसंग को खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास वह उत्पाद भी है लेकिन मैं आपको एक और पेशकश करुंगा एक अन्य कंपनी का उत्पाद जो सभी प्रकार से सैमसंग के साथ तुलनात्मक है सभी सुविधाएँ गुणवत्ता ध्वनि चित्र सब कुछ तुलनीय है लेकिन कीमत के मामले में यह काफी सस्ता है या यह उस कीमत की तुलना में बहुत कम है जिस उत्पाद को आप खरीदने का इरादा रखते हैं और कीमत चुकाने जा रहे हैं तो वह सब क्यों कर रहा है क्यों वह ग्राहक को सैमसंग से अपनी पसंद को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर रहा है क्योंकि उस परचून विक्रेता या उस वितरक को किसी अन्य कंपनी ने कुछ अतिरिक्त दिया है और यही कारण है कि वह कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहता है कि यदि वह ग्राहक को नाराज़ किए बिना भी ग्राहक को समझाने में सक्षम है और इसका मतलब आपको यह महसूस कराने में है कि वह उस कंपनी की मदद कर रहा है जो वह दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी उसने ग्राहक को उत्पाद दिया इसलिए उसने ग्राहक को भी खुश रखा और वह उत्पाद बेचकर कंपनी की मदद कर सका और इसी बीच उसने ग्राहक की पसंद को भी बदल दिया और ग्राहक को यह कभी पता नहीं चला इसलिए ग्राहक सोचता है कि वह मेरा शुभ चिंतक है कंपनी सोचती है कि यह मेरा शुभ चिंतक है लेकिन ऐसा होने वाला है यदि कंपनी कुछ अतिरिक्त दे रही है परचून विक्रेता को या अन्य वितरण माध्यम को तो माध्यम या वितरक या परचून विक्रेता अपनी प्राथमिकताएं बदलने जा रहा है उस परचून विक्रेता को या वितरण के किसी अन्य माध्यम को इसलिए जो लोग कार्यालय में बैठे हैं वे नीतियाँ नहीं बना सकते वे तब तक प्रभावी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें उस स्तर की सही जानकारी प्राप्त न हो जाए जहां से वे वास्तव में आ रही हैं या हो रही हैं तो क्या यह एक ख़रीद है तू खरीदी करने वाले लोग अधिक महत्वपूर्ण है वे जानते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं के या यह बिक्री वाले लोग हो सकते हैं के नियम और शर्तें क्या हैं इसलिए उन्हें पता है कि वितरण के lमाध्यमों की क्या आवश्यकताएं हैं क्या आवश्यकताएं हैं ग्राहकों की और बिक्री लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें ताकि आप बिक्री लक्ष्य को निश्चित कर सकें आप उसके अनुसार उत्पादन के लिए जा सकते हैं आप बजटीय लाभ के उद्देश्यों या नुकसान को कम करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नकदी और वित्तीय स्थिति को संतुलित रख सकते हैं यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आपका बजट का अभ्यास विवेक पूर्ण है बड़े पैमाने पर नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से सही है और संगठन में सभी के लिए स्वीकार्य है तो इस पूरी प्रक्रिया में मतलब कि अंत में मैं कहूंगा कि बजट नियोजन संचार प्रदर्शन के मानकों को निर्धारित करने लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करने परिणामों को मापने और समस्या क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश हैं जिनकी जांच की जरूरत है तो बजट प्रक्रिया मतलब कि प्रबंधन निर्णय लेने के लिए प्रबंधन लेखांकन में इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण साधन है हम अब अगली कक्षाओं में करेंगे कि हम कैसे वास्तव में विभिन्न समय आयामो के आधार पर बजट तैयार करने के लिए जा सकते है और कैसे हम बाजार में निष्पादन के रूप में वास्तविक रूप में उन बजटीय दस्तावेज़ों का उपयोग कर सकते हैं और फिर बजट परिणामों की तुलना वास्तविक परिणामों के साथ कर सकते हैं और विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं ताकि फर्म का समग्र प्रदर्शन सुधर जाए और बेहतर हो जाए और फर्म बाजार में लंबी अवधि के लिए टिक सके सही है ना तो यह सब है मतलब कि इस कक्षा के लिए अगली कक्षा से हम कुछ मामलों पर चर्चा करना शुरू करेंगे कुछ छोटे मामलों पर छोटे मामलों पर चर्चा करना शुरू कर देंगे और हम बजट के परिचालन बजट और वित्तीय बजट दोनों को तैयार करने के तरीके के बारे में जानेंगे मैं इसके लिए यहां रुकता हूं और अगली बार हम अगली कक्षा में कुछ मामलों पर काम करना शुरू करेंगे